हमने देखा है कि आवेश वितरण के कारण विद्युतस्थैतिक विभव ऐसे दिया जाता है यदि r प्राइम पर एक आवेश वितरण है और मैं सदिश r पर विभव की गणना कर रहा हूं फिर विद्युतस्थैतिक विभव V r को 1 over 4 pi Epsilon 0 integration rho r prime over r minus r prime d v prime के रूप में दिया जाता है जहाँ d v प्राइम यह संकेत करता है कि मैं चर r प्राइम पर या इस आयतन पर समाकलन कर रहा हूँ जहाँ आवेश वितरण गैर शून्य है इस व्याख्यान में हम जो करेंगे वह यह है कि दो या तीन आवेश वितरण के लिए विभव की गणना करने के लिए इसका उपयोग करें मैं जिन उदाहरणों को लेने जा रहा हूं वे होंगे प्रति इकाई लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्ब्डा का 1 रैखिक आवेश फिर से प्रति इकाई लंबाई पर आवेश युक्त त्रिज्या r का एक आवेशित रिंग इसे आसानी से आवेश के एक डिस्क के रूप में सामान्यीकृत किया जा सकता है जो हमने पहले विद्युत क्षेत्र या आवेश q पर लगने वाले बल के मामले में किया था लेकिन मैं इस बार इसका उपयोग एक समान रूप से आवेशित कोश प्रति इकाई क्षेत्रफल में सिग्मा आवेश युक्त एक गोलिय कोश के कारण विभव की गणना करने के लिए करूंगा तो हम रेखीय आवेश के साथ शुरू करते हैं और हम कहते हैं कि यह मूल बिंदु पर दिया गया है साथ केंद्र बिंदु मूल बिंदु पर है लंबाई ऋणात्मक L by 2 से L by 2 तक है और अब आप बाद में विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए विभव का उपयोग करने का लाभ देखते हैं क्योंकि विभव में मुझे किसी भी अवयव के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मुझे केवल इतना करना है कि यदि मैं इस छोटे आवेश लैम्ब्डा d y के कारण विभव की गणना करता हूं तो मुझे केवल इतना करना है कि lambda d y over 4 pi Epsilon 0 की गणना करनी होगी और r से उस बिंदु की दूरी r minus y होगी y इकाई सदिश है और इसका समाकलन करें और y ऋणात्मक L by 2 से L by 2 तक होता है कोई भी अवयव नहीं कुछ नहीं सिर्फ एक गणना होती है तो आइए हम बस यही करते हैं तो यह समाकल होने जा रहा है तो यह r पर V है या मैं इसे V x y और z के रूप में लिख सकता हूं जो lambda over 4 pi Epsilon 0 के बराबर है और मेरे पास ऋणात्मक L by 2 से L by 2 तक है आवेश y अक्ष x y पर बैठा है तो आवेशों के x और z अवयव 0 हैं और इसलिए मेरे पास d y over square root of x square plus z square plus मैं किसी बिंदु y पर इसकी गणना कर रहा हूं इसलिए मुझे केवल संकेतन को थोड़ा बदलना चाहिए मैं यह दर्शाने के लिए एक प्राइम लगाऊंगा कि मैं यह दिखाने के लिए कर रहा हूं कि मैं y प्राइम पर समाकलन कर रहा हूं तो मैं y क्षेत्र की विभव की गणना कर रहा हूंy minus y prime square है यह वह समाकलन जो हम करने जा रहे हैं r yy Vxyz4π0 L2L2dyx2z2y y2 आइए अब हम समाकलन करते हैं आइए हम x square plus z square को किसी rho वर्ग के रूप में लेते हैं तो V x y z को lambda over 4 pi Epsilon 0 integration d y prime over square root of rho square plus y minus y minus y prime square y prime varies from minus L by 2 to L by 2 के रूप में दिया गया है समाकलन को करने के लिए आइए मैं y minus y prime को rho tangent of theta के बराबर लिखता हूं ताकि minus d y prime मेरे पास rho secant square theta d theta के बराबर हो और सीमाएँ theta 1 जो tan inverse y plus L by 2 over rho के बराबर है से theta 2 जो tan inverse y minus L by 2 over rho के बराबर है तक होती है ताकि अब समाकल को V x y z जो lambda over 4 pi Epsilon 0 के बराबर है के रूप में लिखा जा सकता है यह ऋण का चिन्ह सीमा को बदल देता है दूसरी तरह से तो मेरे पास theta 2 से theta 1 rho secant square theta d theta over rho secant theta होगा और यह rho रद्द हो जाता है और इन में से एक secant theta रद्द हो जाता है और मेरे पास यहां पर secant theta रह जाता है और इसलिए विभव V x y z बन जाता है जो lambda over 4 pi Epsilon 0 theta 2 to theta 1 secant theta d theta के बराबर है जो और कुछ नहीं बल्कि 4 lambda over 4 pi Epsilon 0 log of secant theta 1 plus tan theta 1 divided by secant theta 2 plus tangent of theta 2 होता है यही उत्तर है

sec1tan1sec2tan2 अब हमारी विशेष रुचि यह है कि आप सीमा को L अनंत की ओर अग्रसर है या y 0 की ओर अग्रसर है लेते हैं आइए हम L अनंत की ओर अग्रसर है को सीमा लेते हैं उस स्थिति में theta 1 जो tan inverse y plus L by 2 over rho के बराबर था tan theta 1 बराबर y plus L by 2 over rho बन जाता है और tan theta 2 बराबर y minus L by 2 over rho बन जाता है L→∞ 1yL2tan 1yL2tan 2y L2 यह V x y z lambda over 4 pi Epsilon 0 log secant theta 1 plus tan theta 1 over secant theta 2 plus tan theta 2 के रूप में देता है जो कि lambda over 4 pi Epsilon 0 के बराबर होता है secant theta 1 होगा 1 over cosine theta 1 जो कि बन जाता है 1 का विभाजन आइए हम देखते हैं कि theta 1 का tangent y plus L by 2 over rho है तो यह rho over squared root of L by 2 square plus rho square plus y plus L by 2 whole square बन जाएगा हमारे पास tangent theta 1 है जो कि y plus L by 2 over rho tangent of theta 2 equals y minus L by 2 over rho के बराबर है और इसलिए secant theta 1 square root of rho square plus y plus L over 2 square divided by rho के बराबर है tangent theta 2 square root of rho square plus y minus L by 2 square over rho के बराबर है यह secant theta 2 है sec 12yL22sec 22y L22 आप यह सब निकालते हैं और सीमा L अनंत की ओर अग्रसर है में ताकि मैं plus or minus L by 2 plus or minus y को L by 2 के रूप में ले सकता हूं V x y z आपको lambda over 4 pi Epsilon 0 log of 4 L square over rho square plus 1 के बराबर मिलता है 4 ऊपर नहीं है 4 नीचे है यह इस रूप में आता है जिसे मैं बराबर लिख सकता हूं क्योंकि L बहुत बहुत बहुत बड़ा है 1 से L square over 4 rho squared बहुत बहुत बहुत बड़ा है 1 से इसलिए मैं सभी को इस रूप में लिख सकता हूं कि V x y z lambda over 4 pi Epsilon 0 log l square by 4 minus log rho square के बराबर है जैसा कि मैं बताऊंगा की अनंत तक यह अनंत तक जाता है हालांकि विभव की गणना में मैं हमेशा उस अनंत वाले भाग को अनदेखा कर सकता हूं तो मैं इसे lambda over 4 pi Epsilon 0 minus times minus 2 log rho के रूप में लिख सकता हूं जो कि minus lambda over 2 pi Epsilon 0 log rho है यह अनंत की ओर अग्रसर L के लिए उत्तर है यह कोन्जेनिटल व्यंजक के साथ मेल खाता है और उसे आप एक अनंत तार के लिए जानते हैं